इस मॉड्यूल में हम भवन निर्माण ध्वनिकी की मूल बातें देखेंगे हम ध्वनि की मूल बातें के बारे में बात करेंगे पर्यावरणीय ध्वनिकी के साथ साथ ध्वनिक डिजाइन के निर्माण से पहले किन मूलभूत बातों को समझने की आवश्यकता है हम मुख्य रूप से ध्वनि तरंगों की मूल बातें करेंगे हम डेसीबल स्केल के बारे में बात करेंगे जिसे हम आमतौर पर डीबी के नाम से जानते हैं ध्वनि को हम डेसीबल और आवृत्ति स्पेक्ट्रम ध्वनि स्पेक्ट्रम में व्यक्त करते है फिर हम ध्वनि दबाव ध्वनि शक्ति और ध्वनि की तीव्रता के बीच के अंतर को देखेंगे इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि हम तरंग प्रसार के संदर्भ में ध्वनि से देखते हैं यह एक अनुदैर्ध्य लहर है हमारे पास दबाव और रेयरफेक्शन हैं जो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रचारित करते हैं तो हमारे तीन मापदंड हैं एक वेग है जो ध्वनि की तरंग लंबाई और आवृत्ति पर निर्भर है कमरे के तापमान पर आमतौर पर यह लगभग 340 से 343 मीटर प्रति सेकंड है जो ध्वनि का वेग है तो वेग के साथ साथ तरंग लंबाई और आवृत्ति वे वेग के संदर्भ में संबंधित हैं आवृत्ति में लहर लंबाई के रूप में व्यक्त की जाती है तो ध्वनि क्या है आमतौर पर यह एक संपीड़न रेयरफैक्शन है यह हमारे स्कूल के दौरान बेल जार प्रयोग के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है ध्वनि वैक्यूम के माध्यम से नहीं फैलती है इसलिए इसे प्रचार करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है फिर माध्यम के गुणधर्म ध्वनि के प्रसार को निर्धारित करते हैं तो एक ध्वनि स्रोत है एक रास्ता है और एक रिसीवर है यह कोई भी स्रोत हो सकता है यह उपकरण हो सकता है यह एक पक्षी हो सकता है और यह कुछ घटना हो सकती है जो हो रही है फिर प्रचार का एक माध्यम है आमतौर पर हम इसे एयर बोर्न कहते हैं या जब यह उस संरचना से फैलता है जिसे हम स्ट्रक्चर बोर्न कहते हैं फिर यह मानव कान तक पहुंचता है जहां कान रिसीवर है तो ध्वनि के संबंध में तीन विशिष्ट घटक शामिल हैं जब ध्वनि स्तर कुछ सीमा मूल्य से अधिक हो जाता है तो हम इसे शोर के रूप में देखते हैं आमतौर पर यह अवांछित ध्वनि या अवांछनीय ध्वनि है एक व्यक्ति की ध्वनि अन्य व्यक्ति का शोर हो सकती है इसलिए थ्रेशोल्ड आमतौर पर स्रोत के आधार पर और रिसीवर के आधार परअलग अलग हो सकता है स्रोत की प्रकृति के आधार पर भी भिन्न हो सकता है ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के साथ साथ माध्यम के तापमान पर निर्भर करता है आमतौर पर आपको मध्यम माप के साथ साथ बल्क मॉड्यूलस की भी आवश्यकता होती है तब आप वेग के बारे में बात कर सकते हैं साथ ही एक समान समीकरण है जो ध्वनि के वेग के साथ माध्यम के तापमान से संबंधित है velocityB जहां B माध्यम का बल्क मॉड्यूलस और ρ माध्यम का घनत्व किग्रा एम 3 यदि आप 0 डिग्री पर सरल उदाहरण हवा लेते हैं तो घनत्व 13 के करीब है ध्वनि की गति लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड है जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति थोड़ी बढ़ जाती है पानी का घनत्व अलग है यह अधिक है उच्च घनत्व के साथ ध्वनि की ध्वनि की गति बढ़ जाती है कंक्रीट जैसे सामग्री का 2300 किलो मीटर प्रति घन मीटर लें यहां ध्वनि का वेग हवा से बहुत अधिक है उच्च घनत्व वाली वस्तुएं जैसे धातु स्टील बार मे ध्वनि की गति बहुत अधिक होती है तो आप ध्वनि कैसे व्यक्त करते हैं हम हमेशा ध्वनि दबाव ध्वनि के स्तर के बारे में बात करते हैं जिस पल आप स्तर की बात करते हैं तो यह एक तुलनात्मक शब्द की तरह है हम हमेशा पास्कल में दबाव नहीं मापते हैं लेकिन आपको पता है कि ध्वनि पास्कल में व्यक्त नहीं की जाती है आमतौर पर आप यहां जानते हैं कि यहां 40 डीबी 60 डीबी 80 डीबी जैसे शब्द हैं तो ये स्तरों की तरह हैं न कि प्रत्यक्ष दबाव मूल्य तो आपको इसे पहले विकसित करने की आवश्यकता क्यों है जब एक विस्तृत श्रृंखला होती है जिसके भीतर संख्या भिन्न होती है उदाहरण के लिए ध्वनि के इस मामले में जो हम मानव कान के बारे में बात कर रहे हैं वह ध्वनि दबावों की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव कर सकता है इस प्रकार दबाव में इस तरह की व्यापक भिन्नता यदि आप सीधे व्यक्त कर रहे हैं तो यह बहुत लंबी संख्या है यह 10 पावर माइनस 5 से लेकर 10 पावर 3 जैसे पास्कल के संदर्भ में कुछ है इसलिए हमें व्यक्त करने के लिए एक सापेक्ष टर्म चाहिए इसलिए हम हमेशा ए की मात्रा व्यक्त करते हैं और उसके सापेक्ष में बी कितनी मात्रा में है मात्रा ए के संबंध में इसलिए यदि यह वाट है तो संदर्भ वाट है अगर यह एक दबाव है तो संदर्भ दबाव है इसलिए आमतौर पर हम इसे अनुपात के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो फिर हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं और फिर इसे स्केल कर सकते हैं इस प्रक्रिया में हम कंप्रेसिंग की तुलना कर रहे हैं और फिर इसे स्केलिंग कर रहे हैं ताकि हम डेसीबल स्केल को प्राप्त कर पाए जिसे हम डीबी कहते हैं हम इसके बारे में विस्तार से थोड़ा और देखेंगे जैसा कि मैंने कहा कि न्यूनतम बोधगम्य ध्वनि स्तर न्यूनतम स्तर पर 10 पावर माइनस 5 पास्कल का होता है और यह आपको 100 से अधिक पास्कल के रूप में उच्च स्तर पर होता है निश्चित रूप से आपके पास श्रवण संबंधी समस्याएं होंगी यदि आप बहुत उच्च ध्वनि दबावों के संपर्क में हैं तो लघुकालिक व दीर्घकालिक प्रभाव होंगे तो इस श्रेणी को सरल बनाने के लिए आप इसे डेसिबल के संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं न्यूनतम श्रव्य या बोधगम्य ध्वनि स्तर एक पैमाना है जो कि एक मात्रा है जिसे हमने यहाँ मात्रा A के रूप में देखा है तब हम इसे वास्तविक ध्वनि के संबंध में माप रहे हैं उदाहरण के लिए कानाफूसी इसका दबाव 10 पावर माइनस 3 है यदि आप इसे डीबी के संदर्भ में व्यक्त करते हैं तो यह 30 से 35 डेसिबल के करीब होगा एक जेट प्रणोदन की लगभग 10 से 20 पास्कल का होगा यह अधिक भी हो सकता है जैसे कि 100 डेसिबल के आसपास समझा कर रहे हैं कि दबाव को दबाव स्तरों में परिवर्तित कर रहे हैं शक्ति और तीव्रता जैसी अन्य टर्म्स हैं जो हम देखेंगे तो मूल बात यह है कि हमारे पास है Lp20log pp0 p02 10 5Pa V Nm2 यह 1000 हर्ट्ज आवृत्ति पर सुनने की एक सीमा है हम आवृत्ति के बारे में अधिक बात करेंगे हम आवृत्तियों को अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन इसका मतलब यह है कि यह सुनाई देने वाली ध्वनि की न्यूनतम सीमा है जिसके नीचे आप यहां नहीं जा सकते तो यह 0 से शुरू होता है और फिर सभी तरह से ऊपर जाता है यह 140 डीबी या उससे अधिक तक हो सकता है आप वास्तव में अपनी सुनने की क्षमता खोना शुरू कर देंगे यदि आप बहुत अधिक तीव्रता की ध्वनि के संपर्क काफी लंबी अवधि के लिए हैं या यहां तक कि लगभग 100 110 डीबी की तीव्रता भी सुनने की क्षमता को अस्थायी या स्थायी हानि पहुंचाएगी मैं आपको एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं यह ध्वनि का एक भौतिक माप है जिसे हमने लिया और फिर हम उन नियमों और मापदंडों के साथ आगे बढ़ेंगे जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता है जैसा कि आप इस ग्राफ में देखते हैं कि यह एक ध्वनि दबाव स्तर है यह 22 अक्टूबर 2014 को है आप जो देख रहे हैं वह ध्वनि दबाव स्तर है dBA है मैं इस शब्द पर थोड़ी देर में आऊंगा यह कुछ स्लाइड बाद आएगा यह है डेसीबल साउंड प्रेशर लेवल और यहां जो देखते हैं वह समय है तो यह कहीं न कहीं 545 से 6 5 है यह 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है यहां आप निम्न चीज देखेंगे यह 20 मिनट में विभाजित होने जैसा है यह पहले 20 मिनट का है और यह उसी दिन दूसरा 20 मिनट है यह एक घर की छत से दर्ज किया गया पर्यावरणीय शोर स्तर है हम यहाँ क्या पाते हैं ध्वनि दबाव का स्तर लगभग 55 डेसीबल के आसपास होता है आमतौर पर यह एक उपनगरीय क्षेत्र आवासीय क्षेत्र है इसलिए ऐसे कई शोर स्रोत नहीं हैं इसलिए यह 55 डेसीबल डीबी के आसपास है यह एक सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सीमा है मैं आपको दिखाऊंगा कि वांछनीय सीमाएं क्या है हैं जो उन्होंने दी हैं या अनुमत सीमाएं उन्होंने दी हैं तो आप हैं 550 के आसपास देखते हैं वहाँ एक मामूली वृद्धि है कुछ उच्च तीव्रता की आवाज़ें हैं कुछ लगातार बढ़ती आवाज़ें मैंने उनमें से कुछ को उजागर किया है जैसा कि आप समय में जाते हैं यहां बहुत सारी चोटियां हैं जो मैंने इन सितारों में डॉट्स में दिखाए हैं इसलिए यदि आप समय के अनुसार आदर्श रूप से बढ़ते हैं तो जैसे ही समय बढ़ता है जैसे आप 545 से रात में 7 या 8 बजे तक चले जाते हैं आदर्श रूप से ध्वनि दबाव स्तर नीचे आता है क्योंकि वाहन या यातायात पीक आवर्स के बाद कम हो जाते हैं इस मामले में क्या होता है यहां थोड़ी वृद्धि हुई है यह सीमा से ऊपर चला गया है जो निर्धारित है फिर यह यहां और आगे बढ़ रहा है यहां आपको 85 डीबी के करीब कुछ मिल रहा है 645 के आस पास यह 95 dB को छू रहा है यहाँ आपको निरंतर स्तर भी मिल रहे हैं साथ ही साथ कुछ चरम मान भी लगभग 730 तक आपको ध्वनि स्तर 120 dB जितना अधिक हो रहा है आप सोच रहे हैं कि ये नंबर क्या हैं क्या आप जानते हैं कि ये चीजें किस रिकॉर्डिंग के अनुरूप हैं यह एक उपनगर में एक आवासीय क्षेत्र है और दिवाली का समय है तो यहाँ क्या होता है इस बिंदु पर यहाँ पर लोगों ने पटाखे चलाने शुरू कर दिए ये रॉकेट पटाखे के विशिष्ट उदाहरण हैं आप यहां उच्च 120 डेसीबल तीव्रता वाली ध्वनियों भी देखते है यह वही है जो हम वास्तव में करते हैं यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सीमा है हर साल आपको अखबारों में यह देखने को मिलता है जैसे यह स्तर निर्धारित स्तर से ऊपर चला गया बेशक आपके पास वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है बस विषय को छूने के लिए हम ध्वनि दबाव और ध्वनि दबाव के स्तर के बारे में बात कर रहे थे यह आम तौर पर एक मानव निर्मित घटना है मानव निर्मित घटनाओं की श्रृंखला जो हम 55 डेसिबल से 120 डेसिबल के बीच अनुभव कर रहे हैं अब यह सब ध्वनि दबाव और ध्वनि दबाव के स्तर के बारे में समझने के लिए पर्याप्त है पहले से ही हमारे पास एक अच्छा संकेतक था कि ध्वनि कितनी भिन्नता पैदा कर रही है लेकिन ध्वनि व्यापक स्पेक्ट्रम की तरह है जिसके भीतर बहुत भिन्नताएं हो सकती हैं स्रोत की विशेषता या प्रचार माध्यम और रिसीवर विशेषताओं की बारीकी से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इसे विशिष्ट खंडों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है जिसे हम आवृत्ति स्पेक्ट्रम कहते हैं विभिन्न प्रकार के आवृत्ति विभाजन हैं साधारण चीज़ या सबसे आम चीज़ जो हम उपयोग करते हैं वह है ऑक्टेव बैंड है तो आपके पास उदाहरण के लिए एक केंद्र आवृत्ति है आपके पास 500 की केंद्रीय आवृत्ति है अगली केंद्रीय आवृत्ति 2000 में होगी फिर यह होगी क्या 4000 आमतौर पर हमारी दिलचस्पी 315 हर्ट्ज से 16000 हर्ट्ज के बीच होती है और कुछ मामलों में यह 16 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक चला जाएगा यह आम तौर पर उन अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए होता है जिन्हें हम 63 और आधे हर्ट्ज से संदर्भित करते हैं जो कि कम आवृत्ति के होते हैं जो कि 16000 हर्ट्ज के बराबर हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर हम अपने विशिष्ट अवलोकन के लिए लगभग 8000 हर्ट्ज तक रुकते हैं आप इस ऑक्टेव बैंड को कैसे विभाजित करते हैं जैसा कि मैंने कहा विभिन्न प्रकार है सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऑक्टेव बैंड है यदि आप इसे और विभाजित करना चाहते हैं तो आप इसे तीसरे ऑक्टेव बैंड तक विभाजित कर सकते हैं इसलिए अगर मैं इसके बारे में अधिक जानकारी रखता हूं तो प्रत्येक सप्तक तीन में विभाजित हो जाता है तो इस सरल संबंधों का उपयोग करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ओक्टेव है यह ऊपरी सीमा है और स्पेक्ट्रम की निचली सीमा है तो यदि आप केंद्र आवृत्ति चाहते हैं जब मैं लगभग 500 हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज ले रहा था तो ये केंद्र आवृत्ति हैं बैंड इसलिए यदि आप केंद्र आवृत्ति से निचली सीमा चाहते हैं तो आप निम्न के साथ साथ ऊपरी सीमा भी पा सकते हैं तो सप्तक और तीसरे सप्तक क्या है चलिए यहां से शुरू करें कि 315 से 16 किलो हर्ट्ज तक जाएंगे इसलिए यह एक बैंड है इस बैंड में ऊपरी सीमा 22 से 44 हर्ट्ज़ है अगर आप इसे तीन सप्तक में विभाजित करते हैं तो आपके पास एक तिहाई ऑक्टेव बैंड है 25 31 और आधा और 40 तो तीन केंद्र आवृत्तियों प्राप्त होती हैं फिर अगली आवृत्ति 63 है जो कि 2 में है जिसे हमने पहले देखा था कि यह सिंगल ओक्टेव गुना दो है फिर आप इसे 3 में विभाजित कर सकते हैं फिर आपके पास 125 हैं फिर यह 16 किलो हर्ट्ज तक जाते हैं अब एक ही सिग्नल को कई स्पेक्ट्रो में विभाजित करते हुए कि हम वास्तव में क्या प्राप्त करते हैं हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि किस स्रोत में किस प्रकार की विशेषताएं हैं अब इस बारे में बात कर रहे हैं कि सभी स्रोतों में समान आवृत्ति विशेषताएँ नहीं हैं यदि आप इसे देखते हैं तो यह एक पियानो कीबोर्ड के जैसे हैं यदि आप संगीत की सराहना करने में सक्षम हैं तो आप जान पाएंगे कि आपके पास निम्न मध्य और उच्च आवृत्तियों होंगे विशिष्ट पियानो कीबोर्ड यही है आपको पता है कि आपके पास मध्य होगा और बस इसका प्रसार होगा प्रत्येक उपकरण कोई विशेष शोर संकेत ध्वनि संकेत प्रत्येक स्रोत के लिए हमारे पास एक आवृत्ति स्पेक्ट्रम होगा यदि आप उदाहरण के लिए वायलिन लेते हैं तो प्रमुख आवृत्ति 150 हर्ट्ज के बीच कहीं होती है जो 3500 हर्ट्ज के करीब तक जाती है दूसरी ओर यदि आप कहते हैं कि एक बास ड्रम यह एक कम आवृत्ति पक्ष है आमतौर पर म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बात करते हैं जिनमें वूफर और ट्विटर होते हैं ट्विटर उच्च आवृत्ति पर चला जाता है वूफर कम आवृत्ति पर चला जाता है हम कंपन को स्वयं महसूस करना शुरू कर देंगे बास ड्रम आपको कम आवृत्ति में की ध्वनि अधिक देता है जबकि वायलिन मध्य और उच्च आवृत्ति पर थोड़ा देता है जबकि अगर आपको जेट एयर क्राफ्ट जैसा कुछ दिखाई देता है तो आपके पास वास्तव में व्यापक स्पेक्ट्रम है यह बहुत कम आवृत्ति से लेकर बहुत उच्च आवृत्ति तक देताहै प्रोपेलर एयर क्राफ्ट यह उच्च आवृत्ति की तुलना में कम आवृत्ति पर अधिक है अब इसे देखो यह पुरुष और महिला की आवाज की तरह है पुरुष की आवाज थोड़ी कम आवृत्ति की होती है जो कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे यह 125 हर्ट्ज से कहीं शुरू होती है और 2000 से अधिक हर्ट्ज तक जाती है जबकि महिला की आवाज उतनी कम पर नहीं जाती है लेकिन इसमें पुरुष की आवाज की तुलना में थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है इसलिए यदि आप कई संख्या में स्रोत लेते हैं तो हम ध्वनि स्तरों को उत्सर्जित करने वाले आवृत्ति स्पेक्ट्रम मे विभाजित कर पाएंगे इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं लेकिन प्राथमिक निहितार्थ है कि ध्वनि प्रसार मुख्य रूप से ध्वनि आवृत्ति और तरंग लंबाई पर निर्भर करता है ध्वनि की आवृत्ति यह निर्धारित करती है कि तरंग की लंबाई क्या होगी आवृत्ति चक्र की संख्या है लहर की लंबाई संपीड़ितों और रेयरफ़्लोज़ के बीच की दूरी है ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि के प्रसार के तरीके पर एक मजबूत प्रभाव डालती है इसलिए यदि आपको उदाहरण के लिए एक डिजाइन तैयार करना है एक इनडोर ध्वनिक डिजाइन किया जाना हैया आपके पास एक सभागार या एक कक्षा है आपको वास्तव में समझना होगा कि ध्वनि आवृत्ति की प्रमुखता किस आवृत्ति की है जो प्रमुख आवृत्ति ध्वनि उत्सर्जित हो रही है यदि आप जानते हैं कि आप एक उचित डिजाइन दे पाएंगे इसी तरह एक पर्यावरणीय शोर के लिए आप एक शोर अवरोधक डिजाइन करना चाहते हैं जिसे आप उस ध्वनि को समाहित करना चाहते हैं पहला विचार आपके पास ध्वनि दबाव स्तर के बारे में होना चाहिए ध्वनि कितनी तीव्र है और नंबर दो किस आवृत्ति स्पेक्ट्रम की ध्वनि उत्सर्जित हो रही है इसलिए यदि आप इन दो विशेषताओं को जानते हैं तो आप ध्वनि स्रोत को प्रभावी ढंग से समाहित या उपचार कर पाएंगे पिछली स्लाइड के साथ निरंतरता में मैंने कुछ आवृत्तियों को रखा है कुछ यांत्रिक उपकरणों की आवृत्ति स्पेक्ट्रम यह एक ऑक्टेव बैंड है यहां फिर से आप विभिन्न यांत्रिक उपकरण पाते हैं जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम एचवीएसी सिस्टम से जुड़े हैं यह पंखों और पंप के शोर से शुरू होता है आमतौर पर पंखों और पंप के शोर कम आवृत्ति स्पेक्ट्रम में होते हैं यह 315 से 500 तक जा सकता है कल्पना कीजिए कि आप एक पंखे या पंप के लिए उपचार प्रदान करना चाहते हैं यदि आप पाते हैं कि पंखा वांछनीय शोर से अधिक उत्सर्जित कर रहा है तो यदि आपको उपचार प्रदान करना है तो 315 और 500 या 1000 हर्ट्ज़ के बीच की आवृत्ति स्पेक्ट्रम के उपचार के लिए रणनीति बनानी चाहिए यह आपका क्षेत्र होना चाहिए जिसमें उपचार इस विशेष श्रेणी में प्रभावी होना चाहिए आपका उपचार यहां प्रभावी होना चाहिए दूसरी ओर यदि आप डैम्पर्स या डिफ्यूज़र के साथ जाते हैं तो यह मध्य और आंशिक रूप से उच्च आवृत्ति सीमाओं पर थोड़ा होता है फिर से उपचार जो आपको डिफ्यूज़र या डैम्पर्स के लिए देने की आवश्यकता होती है वह मध्य और उच्च आवृत्ति रेंज पर होना चाहिए आपको कम आवृत्ति के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कंपन यहाँ प्रस्तुत हैं कल्पना कीजिए कि आप अपने साउंड सिस्टम में हैं आप एक वूफर को चला रहे हैं एक बास ड्रम है जिसे बजाया जा रहा है जो कि वूफर के माध्यम से चल रहा है तो आप कंपन महसूस करना शुरू कर देंगे यह एक विशिष्ट चीज है जिसे आप पीए सिस्टम में नोटिस करते हैं और यदि कुछ सिस्टम कम आवृत्ति में अच्छे हैं तो आप कंपन महसूस करेंगे ये आम तौर पर संरचना जनित कंपन होते हैं जब यह आपके भवन एनवेलप या किसी विशेष संरचनात्मक प्रणाली के माध्यम से प्रचारित ध्वनि की बात आती है तो आप इसे अपेक्षाकृत कम आवृत्ति सीमा में महसूस कर सकते हैं इनमें से कुछ चीजें वास्तव में श्रव्य नहीं हैं उदाहरण के लिए जब यह 16 हर्ट्ज से नीचे चला जाता है तो आप इसे सुन नहीं पाएंगे लेकिन आप इसे महसूस कर पाएंगे तब ध्वनि माप का उपयोग करने के बजाय आप 3 हर्ट्ज 5 हर्ट्ज और उस सब की तरह वास्तव में कम आवृत्ति के लिए कंपन माप कर रहे होंगे ये श्रव्य रेंज नहीं हैं श्रव्य सीमा 16 हर्ट्ज के बीच होती है मुख्य रूप से 16000 हर्ट्ज कभी कभी 20000 हर्ट्ज तक हमारे उदाहरण पर वापस लौटना ये वही पटाखे ध्वनि हैं जिनकी हम बात कर रहे थे तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी स्पेक्टम मैंने डाले हैं यह 250 हर्ट्ज है यह 1000 हर्ट्ज पर है और यह 8000 हर्ट्ज पर है अलग अलग समय रेखाएं अलग अलग रंगों में इंगित की गई हैं यह उजागर करने के लिए कि हमें इस विशेष आवृत्ति स्पेक्ट्रम से संबंधित विश्लेषण की आवश्यकता क्यों है आप यहां विभिन्न स्पेक्ट्रम पर ध्वनि दबाव स्तर का वितरणदेख सकते हैं ध्वनि दबाव स्तर काफी भिन्न होता है विभिन्न आवृत्तियों पर समान ध्वनि दबाव स्तर आपको काफी अलग मिलेगा साथ में यह समय के साथ भी भिन्न होता है यदि आप एक नियमन लागू करना चाहते हैं तो आप एक ऐसा उपचार देना चाहते हैं जिसे आप किसी विशेष प्रणाली या किसी इमारत या किसी इमारत को बचाने के लिए देना चाहते हैं या आपको वास्तव में इस बात की समझ होगी कि ध्वनि किस आवृत्ति पर ध्वनि उत्सर्जित हो रही है हम स्रोत की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे रिसीवर विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं हमारे पास स्रोत पथ और रिसीवर था जिस क्षण आप रिसीवर के पास आते हैं जो कि मानव कान है मानव कान सभी आवृत्तियों के समान संवेदनशील नहीं है आइए हम 20 हर्ट्ज से 10000 या 20000 हर्ट्ज तक एक आवृत्ति लें आवृत्ति स्पेक्ट्रम जिसमें कान अधिक संवेदनशील होते हैं कान वास्तव में 1000 हर्ट्ज के ऊपर संवेदनशील होते हैं और जैसे ही यह 1000 हर्ट्ज से नीचे आता है आप कम आवृत्ति की ओर जाते हैं यह वह जगह है जहां आप विचार करना शुरू करते हैं तेज होनी भी धीरे प्रतीत होती है मैं तेज शब्द का उपयोग कर रहा हूं मैं अगली स्लाइड में उस शब्द पर आऊंगा लेकिन इससे पहले कि आप कल्पना करें कि आपके पास 1000 हर्ट्ज पर 100 डेसिबल का ध्वनि दबाव है यदि आप बिना बताए कि यह 100 डीबी है लोगों से एक सेट को यह चिह्नित करने के लिए कह रहा हूं कि यह कितना डेसीबल है या किसी अन्य स्रोत को उस विशेष स्तर पर ट्यून करने के लिए कहूं तो संभवत 1000 हर्ट्ज़ आवृत्ति पर 100 डेसिबल पर ही ट्यूनिंग कर सकते हैं कल्पना कीजिए कि मैं 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या 120 हर्ट्ज आवृत्ति पर यही प्रयोग कर रहा हूं जो व्यक्ति यह समझेगा कि वह वास्तव में जो है उससे 20 डेसीबल कम है तो आप शायद बता रहे होंगे कि यह एक 80 डीबी ध्वनि है बजाय यह कहने के कि यह 100 डीबी ध्वनि है जैसा कि आप आगे आवृत्ति में नीचे जाते हैं यदि आप 20 हर्ट्ज तक जाते हैं तो आप इसे केवल 50 हर्ट्ज के रूप में अनुभव करने जा रहे हैं 20 हर्ट्ज पर 50 डीबी ध्वनि आप वास्तव में 1000 हर्ट्ज में ही जानते हैं वही 100 डेसिबल है यहाँ भी वही 100 डेसिबल है लेकिन आप इसे 50 डेसिबल से कम महसूस करेंगे जो वास्तव में यह है जब आप उच्चतर जाते हैं तो थोड़ी वृद्धि होती है उदाहरण के लिए एक 2000 हर्ट्ज समान 100 डेसिबल की ध्वनि स्वस्थ मानव कान को यह वास्तव में जो है उससे 2 या 3 डीबी अधिक ऊंचा अनुभव करेगी लेकिन बाद 5000 से 6000 हर्ट्ज के बाद यह अंततः नीचे आना शुरू होता है तो यह विशेष रेखा यह लाल रेखा मानव कान की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है यह लाल रेखा आम तौर पर यह दर्शाती है कि मानव कान ध्वनि को कैसे अनुभव करता है तो यहाँ एक भार कारक है जैसा कि मैंने कहा कि यदि आपके पास 100 डीबी है तो आप इस विशेष वक्र को लागू कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मानव कान वास्तव में ध्वनि का अनुभव कैसे करेंगे इसे A के रूप में दर्शाया गया है और इसे आम तौर पर हम dBA कहते हैं इसे डीबी और ब्रैकेट ए या डीबीए लिखा जा सकता है आमतौर पर यह नकल करता है कि मानव कान ध्वनि को कैसे अनुभव करता है जब मैं एक उपकरण लेता हूं जब मैं ध्वनि स्तर को मापता हूं कि प्रत्येक आवृत्ति जिसे मैं गिन रहा हूं मैं एक तालिका बना रहा हूं उसके बाद पारंपरिक तरीका यह था कि मैं इनमें से प्रत्येक आवृत्ति पर इस सुधार कारकों को लागू करूं और इसे थोड़ा सा बड़ा दूंगा या थोड़ा सा कम कर दूं जैसा कि मानव कान अनुभव करेगा तो आज डीबीए के पैमाने को ध्यान में रखते हुए आज ध्वनि स्तर मीटर में एक अंदर बना हुआ फिल्टर है इसलिए यदि आप डीबी से डीबीए पर स्विच करते हैं तो वे इस सुधार कारक को लागू करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में डीबीए क्या है ध्वनि दबाव फिर से एक संचयी संख्या है आप इसे अलग अलग आवृत्ति में माप सकते हैं और फिर इसे एक संख्या में एकीकृत कर सकते हैं अंत में हम इसे डीबीए कहते हैं जब हम अलग अलग ज़ोर की आवाज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि 100 डीबी पर 1000 हर्ट्ज़ पर आवाज़ आती है और वही 100 डीबी 20 हर्ट्ज़ पर वे समान रूप से ज़ोर से नहीं सुनाई देते हैं इसलिए हमारे पास एक मात्रा है जिसे तेज कहा जाता है हम तेज को से अच्छी तरह जानते हैं एक चार्ट है जो फ्लेचर और मुनसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था उन्होंने इनमें से प्रत्येक आवृत्तियों पर समान ध्वनि दबाव स्तर को बराबर किया ध्वनि स्तर का समान मान क्या है उदाहरण के लिए यह फोन में व्यक्त किया गया है यह आवृत्ति है आपके पास यहां ध्वनि दबाव स्तर है और इन्हें समान रूप से तेज माना जाता है 1000 हर्ट्ज पर यह विशेष रूप से 10 डीबी कहो 20 हर्ट्ज पर भी 75 डीबी ध्वनि को इस विशेष संख्या पर समान तेज माना जाएगा तो यह समान लाउडनेस समोच्च की तरह है वास्तव में यह ए है और मैंने बी और सी के बारे में बात नहीं की है ये समान भार हैं जो विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं यदि आपको विमान के शोर के साथ काम करना है तो आप आमतौर पर बी भारित ध्वनि दबाव स्तर का उल्लेख करते हैं C रेखीय की तरह है हम रैखिक ध्वनि दबाव स्तर को भी संदर्भित करते हैं जो ध्वनि रहित दबाव स्तर होता है जिसका कोई भार नहीं होता है वास्तविक चीज को थी लिया जाता है हम रैखिक को संदर्भित करते हैं क्योंकि z भारित C भारित भी रैखिक ध्वनि दबाव स्तर के बराबर या कम होता है इस पर अधिक भार नहीं दिया जाता है यह ए बी सी अन्य प्रकार के भार हैं जो मुख्य रूप से इस फ्लेचर और मुनसन समान लाउडनेस के वक्र के विलोम के रूप में प्राप्त होते हैं ध्वनि दबाव स्तर को जल्दी से संशोधन करते हैं श्रव्यता की सीमा आमतौर पर आपको कुछ भी नहीं सुनाई देती है ऐसा कुछ भी नहीं है आप जानते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में भी आप 0 डेसिबल को माप नहीं पाएंगे क्योंकि हवा स्वयं कुछ दबाव घर्षणों से बढ़ा रही है यह 20 25 या कम से कम 30 डीबी ध्वनि किसी भी वातावरण में मौजूद होगी फिर आमतौर पर एक रॉक शो मे आप उच्च 110 115 डीबीए के रूप में उम्मीद कर सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जब रुकी हुई होती है और जब ट्रेन चलती है तो अलग होती है यह 80 85 dBA तक जा सकती है वायवीय ड्रिल मैंने इसे 3 मीटर पर रखा है क्योंकि आप करीब पहुंचते हैं या जब आप आगे बढ़ते हैं तो ध्वनि दबाव भिन्न होता है इसलिए हम 90 dBA के आसपास थोड़ी देर में दूरी के सुधार को देखेंगे आमतौर पर एक कार्यालय का वातावरण मे आपको शांति की आवश्यकता होती है जब मैं कहता हूं कि आप 35 से 40 डीबीए के रहने की उम्मीद कर रहे हैं तो आप शांति में हैं और आप किसी अन्य ध्वनि दबाव से परेशान नहीं होते हैं विशिष्ट ध्वनि स्तर ग्रामीण परिवेश क्षेत्र की तरह बाहरी शोर यह 30 से 40 dBA के बीच कुछ होगा और जब आप 1000 फुट की ऊँचाई पर हवाई जहाज से ऊपर जाते हैं तब हवाई जहाज और वायु टर्बूलेंस के आधार पर यह कहीं 90 से 120 डीबी के बीच हो सकता है कपड़े धोने की मशीन ड्रायर की तरह विशिष्ट घर के उपकरण आप जानते हैं कि उच्च आवृत्ति के है तब इसमें उच्च ध्वनि दबाव का स्तर भी होगा आपके पास एक हवाई जहाज के केबिन या रॉक बैंड के भीतर उपकरण हैं हाई फाई संगीत कैफेटेरिया जैसे कि आप जानते हैं कि यह एक त्वरित संदर्भ के लिए है जिसे आप कई स्रोतों से बना सकते हैं हमारा प्रदूषण नियंत्रण क्या है हमारा प्रदूषण नियंत्रण क्या है हम इस बारे में बात करेंगे कि यह एक सरल तालिका देता है जहां विभिन्न क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है चार अलग अलग क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है औद्योगिक क्षेत्र वाणिज्यिक आवासीय और मौन क्षेत्र साइलेंस ज़ोन एक अस्पताल या एक स्कूल हो सकता है DBA साउंड प्रेशर लेवल की सीमाएं Leq I Leq के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे उन्होंने दिन और रात के समय के लिए आम तौर पर उदाहरण के लिए दिया है यदि यह एक औद्योगिक क्षेत्र है दिन का समय अधिकतम 75 डीबीए हो सकता है यह 75 डीबीए से अधिक नहीं होना चाहिए जबकि रात के समय में यह 70 डीबीए से थोड़ा कम होना चाहिए यदि यह एक आवासीय ज़ोन मे दिन का समय है तो अधिकतम अनुमेय 55 हैरातों का समय है तो इसे 45 पर आ जाना चाहिए मान लीजिए आप एक आवासीय क्षेत्र में एक प्रो शो आयोजित कर रहे हैं आमतौर पर आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि आप 80 से 90 डीबीए ध्वनि का उत्पादन करने जा रहे हैं जबकि अधिकतम अनुमेय 45 है यदि यह मौन क्षेत्र का दिन का समय है 50 रात का समय सिर्फ 40 डीबी है तो यही कारण है कि निर्धारित मान क्या हैं बाहरी गतिविधियों के बहुत से अनुपालन की आवश्यकता है सरल उदाहरण है कि आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एक निर्माण गतिविधि चल रही है आपको दिन और रात दोनों समय निर्माण शोर स्तर की निगरानी करने की आवश्यकता है आप इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद ही आपको अपनी मंजूरी दी जाएगी हर महीने हर महीने एक आवृत्ति होती है जिसे आपको इस शोर के स्तर की रिपोर्ट करना होगा आमतौर पर निर्माण राजमार्ग परियोजनाओं के लिए यहां तक कि मेट्रो परिचालन किसी भी ट्रेन संचालन के लिए इस चीजों को मापा और रिपोर्ट किया जाना है तो हमने तीन अन्य राशियों के बारे में भी बात की पहले हम दबाव के बारे में बात कर रहे थे और हम तीव्रता और ध्वनि शक्ति के बारे में भी बात कर रहे थे Lp20log pp0 p02 10 5Pa V Nm2 दो अन्य मात्राएँ हैं पहले हमें ध्वनि शक्ति को देखने दें जब आप अपने म्यूजिक सिस्टम के लिए एक स्पीकर खरीदते हैं तो आप पूछेंगे कि कितने वाट का है इसलिए यह पावर है हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे पहले ध्वनि शक्ति है तो फिर से ध्वनिक शब्दों के संदर्भ में शक्ति हम इसे ध्वनि शक्ति स्तर के रूप में संदर्भित करेंगे Lw20log WW0 W010 12W आप जानते हैं कि यह सापेक्ष पैमाने पर तीव्रता है Lw20log II0 I010 12Wm2 हम जल्दी से एक्सपोज़र में आएंगे तो यह दबाव और शक्ति मे अलग क्या है जब आपके पास एक ध्वनि स्रोत होता है तो उसमें एक शक्ति होती है जब वह उत्सर्जित होता है तो एक माध्यम है यह स्रोत है यह पथ है और यह रिसीवर हो सकता है एक उपकरण या मानव कान हो सकता है तो स्रोत पथ और रिसीवर आप इसे दबाव के रूप में अनुभव करते हैं एक साधारण सादृश्य है कि आपके पास एक रेडिएंट हीटर है जिसमें कुछ निश्चित शक्ति बिजली की खपत है इसकी कुछ शक्ति है यह ऊष्मा रेडिएंट ताप का उत्सर्जन करता है हम ऊष्मा संचरण ऊष्मा अंतरण के बारे में बात कर रहे हैं यह ऊष्मा का उत्सर्जन करता है और फिर आप इसे तापमान के संदर्भ में सेंसर या आपके मानव शरीर के माध्यम से समझना शुरू करते हैं तो यह यहाँ बराबरी की जा सकती है यहाँ शक्ति है और आप जो अनुभव करते हैं वह दबाव है इसे संपीडन और रेयरफेक्शन के रूप में एक माध्यम की आवश्यकता होती है और इसे ट्रांस प्रोगेट करता है और यह आप तक पहुँचाता है जिससे यह आपके टेंपोनम के कारण आपके कान में कंपन करता है जो इसे दबाव की मात्रा के रूप में महसूस करता है तो आपके पास एक ध्वनि शक्ति है जो एक स्रोत है यह कुछ भी हो सकता है यांत्रिक उपकरण कमरे के माध्यम से प्रचार करता है और फिर यह आप तक पहुंचता है तो आप क्या मापते हैं या आप क्या अनुभव करते हैं यह एक ध्वनि दबाव है हम इसे ध्वनि दबाव स्तर के रूप में आगे संदर्भित करेंगे हम कुछ संबंधों पर ध्यान देंगे सबसे पहले आइए हम ध्वनि शक्ति और ध्वनि दबाव के बीच के संबंध का पता लगाएं सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि अधिकांश उपकरण ऐसे क्यों खरीदे जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था जब आप इसे खरीदते हैं तो आप इसे बिजली रेटिंग के साथ खरीदते हैं आपके पास एक पंखा है आपके पास एक यांत्रिक उपकरण है आपके पास एक मोटर है जो आपके पास है इसके प्रमाण पत्र या डेटा शीट आपको ध्वनि शक्ति का स्तर देगा इसलिए पहले जब आप पावर को जानते हैं तो आपके पास वास्तव में यह डेटा है आपको तब गणना करनी होगी एक ध्वनिकी के रूप में आपको यह गणना करनी होगी कि ध्वनि दबाव या ध्वनि दबाव स्तर क्या माना जाता है क्योंकि मानव का महत्व है इसीलिए हम इस डिजाइन की गणना कर रहे हैं IW4r2 तो आप एक गोलाकार प्रचार लेते हैं जो आपके पास यहां स्रोत है जो इसे सभी जगह फैलाता है इसलिए यदि आप एक विशेष क्षेत्र लेते हैं तो यदि आप पूरी चीज लेते हैं तो यह W 4 2 r2 जिससे आप तीव्रता पा सकते हैं तीव्रता को हमें से भी कह सकते हैं p2 C जहां पे P दबाव ρ घनत्व c वेग तो आप यहाँ ध्वनिक इंप्रूडेंस प्राप्त करते हैं यदि आप इसे और इसे दोनों दाहिने हाथ तरफ को बराबर करते हैं तो W4r2p2C यदि आप लॉग लेते हैं और इसे बराबर करेंगे LpLw 20logr 11 यहाँ यह एक ध्वनि शक्ति स्तर r है यह दूरी है और यह एक स्थिरांक है तो अब आप क्या समझते हैं अगर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी विशेष पंप या मोटर की ध्वनि शक्ति का स्तर 100 डेसिबल होने वाला है ध्वनि शक्ति के स्तर के संदर्भ में यदि यह 100 डेसिबल है तो दूरी के अनुसार आप ध्वनि दबाव स्तर में अंतर पाते हैं आपको यह देखना होगा कि यह नकारात्मक साइन है इसलिए जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ध्वनि दबाव का स्तर कम होने वाला है जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं ध्वनि दबाव का स्तर नीचे गिर जाएगा यहां एक स्थिरांक है हम अगले मॉड्यूल में ध्वनि प्रसार के बारे में आगे देखेंगे फिर अगली बात यह है कि ध्वनि दबाव तीव्रता के साथ कैसे संबंधित है जैसा कि हमने यहां देखा तीव्रता P2 ρC है एक विशिष्ट ध्वनिक एमपीडेस है तो अब आप इसे लिख सकते हैं जैसे कि मैं LI की गणना करना चाहता हूं LI10 log ITref LI10 log p2refCIref यह एक लघुगणकीय पैमाना है इसलिए अगर मुझे तीव्रता का पता है अगर मुझे इसकी तीव्रता के स्तर का पता लगाना होगा जो होगा IIref हम जानते हैं कि Iref 10 12 है फिर यह समीकरण बन जाएगा LI10 log p2refCIref यदि आप इसे लिखते हैं तो आप इस पूरी चीज़ को K नामक स्थिरांक कह सकते हैं Kp2refCIref यह संदर्भ तीव्रता है यह p वर्ग संदर्भ और यह s वर्ग संदर्भ ध्वनि दबाव है इसे K के रूप में जाना जाता है एक नकारात्मक साइन लें तो इसके विपरीत हो जाता है अब हम दोनों p वर्ग संदर्भों को जानते हैं और साथ ही हम जानते हैं कि I संदर्भ p वर्ग संदर्भ 2x10 5 है इसलिए यदि आप स्थानापन्न करते हैं तो आपको संख्या 400 मिल जाएगी केवल एक चीज छोड़ दी जाती है ρC यदि आप ρC के लिए मूल्य का विकल्प चाहते हैं तो आपको दबाव के साथ साथ तापमान की भी आवश्यकता होगी आइए हम एक मध्यम वायुमंडलीय दबाव के रूप में हवा लेते हैं तापमान 39 डिग्री के आसपास ले जाने पर आपको एक ρC मान मिलता है इसकी गणना की जा सकती है ρC मान लगभग 400 है इसका मतलब प्रदान की गई ध्वनिक प्रतिबाधा 400 है जबकि तापमान कम होता है तो यह 412 है अर्थात प्रतिबाधा बढ़ती है इसलिए यदि आप इन दोनों मानों को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें पहले 400 लेने दें यदि हम 400 को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह पहले से ही 400 है यह 1 हो जाएगा इसलिए यह अब 0 है LILp यह ध्वनि दबाव तीव्रता के बराबर होगा भले ही तापमान में गिरावट आए ρC का मूल्य प्रतिबाधा मूल्य बढ़ेगा यह 412 हो रहा है यदि आप स्थानापन्न करते हैं तो आपको 001 के आसपास कुछ मिलेगा जो कि नगण्य है यदि आप लघुगणक लेते हैं तो यह एक बहुत ही नगण्य संख्या होगी यहां तक ध्वनि का दबाव ध्वनि की तीव्रता के बराबर होगा शक्ति और तीव्रता का संबंध इसी तरह से आपके पास है Lw10 log WWref जहां पे Wref10 12 W को सतह क्षेत्र में I तीव्रता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि आप इस संख्या को यहां प्रतिस्थापित करते हैं तो यह I से I के संदर्भ में हो जाएगा इसलिए यह S से S संदर्भ में प्लस 10 लॉग हो जाता है इसलिए यह सतह क्षेत्र बटा संदर्भ सतह क्षेत्र होगा यदि आप संदर्भ सतह क्षेत्र को 1 मीटर वर्ग के रूप में लेते हैं तो आमतौर पर यदि आप कहते हैं कि यह विशेष पैच 1 वर्ग मीटर है तो यह LI के बराबर होगा जो कि ध्वनि की तीव्रता और एस का 10 लॉग है इसलिए परोक्ष रूप से इसका क्या मतलब है यदि सतह क्षेत्र 1 है मीटर वर्ग तब ध्वनि की तीव्रता ध्वनि शक्ति के बराबर होगी तो ध्वनि दबाव ध्वनि शक्ति और ध्वनि की तीव्रता के बीच यह मूल संबंध हमें याद रखना होगा अंतिम बात यह है कि आप ध्वनि शक्ति स्तरों को कैसे जोड़ते या घटाते हैं तो आपके पास 2 पंखे 2 पंप हैं हम डेसीबल जोड़ के बारे में अधिक देखेंगे लेकिन त्वरित रूप से आपको देखने के लिए 1 ध्वनि शक्ति का स्तर दूसरा ध्वनि शक्ति स्तर 10 लॉग डब्ल्यू द्वारा डब्ल्यू संदर्भ है अगर आपके पास डब्ल्यू 1 और डब्ल्यू 2 होगा तो आप दो स्तरों का पता लगा सकते हैं फिर आप इसे घटा सकते हैं जो कि लघुगणक के रूप से इसका अर्थ है W1 W2 आप डब्ल्यू 1 डब्ल्यू 2 जानते हैं यह संदर्भ है यह संदर्भ है इसलिए अंत में डब्ल्यू 1 डब्ल्यू 2 इस अनुपात से आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि एल डब्ल्यू 1 और डब्ल्यू 2 के बीच क्या अंतर है इस सत्र के एक भाग के रूप में हमने तीन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया ध्वनि तरंगों की मूल बातें की उनके प्रसार के बारे में बात करी फिर डेसिबल और फ़्रीक्वेंसी स्तर डेसीबल स्केल क्या है हमें इसकी आवश्यकता क्यों है और फिर फ़्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है फ़्रीक्वेंसी की सीमा की गणना कैसे करें और आम ध्वनियों की फ़्रीक्वेंसीस्पेक्ट्रम कैसे होती है और अंत में हमने तीन संबंधों को देखा यह ध्वनि दबाव और शक्ति ध्वनि शक्ति और तीव्रता के बीच संबंध है और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं Thank you धन्यवाद